यह लेक्चर 36 है और आज हम एक नये विषय के बारे पढ़ेंगे जो कि है लिनीयर अल्ज़ेबरा यह इस शृंखला का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है सिस्टम ऑफ लिनीयर एकवेशंस से हम इस विषय की शुरुआत करते है क्यूंकि यह लिनीयर अल्ज़ेबरा के बहुत से सिद्धांतों को समझने के लिए जरूरी है हम सिस्टम ऑफ लिनीयर एकवेशंस के परिचय से शुरुआत करते है हम सिस्टम ऑफ लिनीयर एकवेशंस के परिचय इसके हल और इसके ज्योमेटरिकल इट्रिप्रेटेशन के बारे में पढ़ेंगे तो यह है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यह इक्वेशन में लिखी गई सामान्य व्यवस्था है यह पहली इक्वेशन है जहाँ x1का केफीसिएंट a11है x2का केफीसिएंट a12है और इसी तरह से बाकी भी परिभाषित है a11x1a12x2a1nxnb1 पहली इक्वेशन है जहाँ a11 a12 और a1n केफीसिएंट है जो कि वास्तविक संख्या है x1 x2 और xn अज्ञात है तथा इक्वेशन इक्वेज़न के दाएँ हाथ की तरफ़ यह एक वास्तविक संख्या है b1 इसी तरह से यह दूसरी इक्वेशन है जहाँ a21 a22 और a2n केफीसिएंट है क्रमशः x1 x2 और xn के और दाएँ हाथ पर यह b2 है यहाँ यह am1 है mth इक्वेशन से तो यहाँ हमने m इक्वेशन माने है जो की n अज्ञात में दीये गए है तो यहाँ पर am1 am2 तथा amnकेफीसिएंट है x1 x2 और xnके और दाएं हाथ की तरफ bmहै यहाँ m इक्वेशन है जो कि x1 x2 और xnअज्ञात में है a11x1a12x2a1nxnb1 a21x1a22x2a2nxnb2 am1x1am2x2⋯amnxnbm मैट्रिक्स के रूप में इन एक्वेशन्स को इस प्रकार लिख सकते है A x बराबर b Axb A a11 a12 a1n a21 a22 a2n ⋱ am1 am2 amn xx1 x2 xn b b1 b2 bm कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की परिभाषा यह है कि लीनियर सिस्टम का कम से कम एक उपाय होना वरना अगर कोई भी उपाय प्राप्त नहीं होता तो उसे इनकंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम कहा जाता है इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि यहाँ लिनीयर एकवेशन का हल प्राप्त करने पर तीन तरह की संभावनाएं होती है पहला जब लिनीयर एकवेशन का कोई भी हल प्राप्त नहीं होता दूसरा सिस्टम का हल है और यह एकमात्र है और तीसरा यह कि सिस्टम का हल है और यह अनंत है तो सिस्टम ऑफ लिनीयर एकवेशंस के लिए यह तीन तरह की संभावनाएं होती है यहाँ एक वेक्टर प्राप्त होगा जिसका पहला कॉम्पोनेंट इस पहले इक्वेशन की बायीं ओर से बनता है इसी तरह से दूसरा कॉम्पोनेंट दूसरे इक्वेशन की बायीं ओर से बनता है फिर यह दायीं ओर के कंपोनेंट से वेक्टर b प्राप्त होता है जो कि b1 b2 b3 और bmहैं अगर हम दोनों की तुलना करेंगे तो हमें दोनों वर्णन एक सामान ही मिलेंगे यानी कि यह सिस्टम Ax बराबर b m इक्वेशन जो कि n अज्ञात में है के समकक्ष ही है अब हम एक आसान सा उदाहरण देखेंगे 𝑥2𝑦 4 पहली इक्वेशन है x y1 दूसरी इक्वेशन है अब इसका ज्योमैट्रिकल इंटर्प्रेटेशन देखेंगे इसका इंटर्प्रेटेशन आसान है क्योंकि यह केवल दो वेरीअबल में दिया गया है इसके बाद हम और भी वेरीअबलस में इस सिद्धांत को व्यापक बनाएंगे पहले इक्वेशन को L 1 निर्दिष्ट करेंगे और दूसरे को L 2 जब दो वेरीअबलस में लिनीयर एकवेशन होता है तो यह केवल लाइंस का सिस्टम ही होता है इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स के फ़ॉर्म में भी लिख सकते है यह कोफ़िशियंत मेट्रिक्स है जहाँ कोफ़िशियंत पहले और दूसरे एकवेशन से इकट्ठा किए गए है 1 2 1 1 x y 4 1 वेक्टर जिसमें अज्ञात है में x और y वेरीअबल है इन एक्वेशन्स को मैट्रिक्स के फ़ॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है अब हम इसका ज्योमैट्रिकल इंटरप्रिटेशन और इसके हल को देखेंगे यह पहली इक्वेशन है x2y4 इसको आसानी से चित्रित किया जा सकता है जब x बराबर 0 है तब y बराबर 2 होगा यानी कि यह वाला बिंदु 02 और फिर जब y बराबर 0 है तब x बराबर 4 है तो यह पहली इक्वेशन है दूसरी इक्वेशन है x y1 जो की इस लाल रेखा द्वारा दर्शायी गयी है यहाँ जब x बराबर 0 है तब y बराबर 1 होगा तो यह बिंदु होगा 10 और फिर दूसरा बिंदु देखेंगे जब y बराबर 0 है तब x बराबर 1 होगा यानी कि 10 बिंदु और फिर यह रेखा x y1 अंकित की जा सकती है चित्र में साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनो रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है अब इस बिंदु को प्राप्त करते है जहाँ ये दोनो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से घटाकर यहाँ से x केन्सल हो जाएगा और इससे 3 y बराबर 3 प्राप्त होगा जिससे y बराबर 1 प्राप्त होगा तो इस से y प्राप्त हो जाता है और अब इसे किसी भी एक इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर कर x का मूल्यांकन प्राप्त किया जा सकता है जब y बराबर 1 x बराबर 1 y में सब्सिट्यूट करेंगे तब x बराबर 2 प्राप्त होगा तो रेखाएं 2 1 पर मिलेंगी अब हम इसका हल देखते है यहाँ हल का मतलब है कि ऐसा x y बिंदु जो की दोनों एक्वेशन्स को संतुष्ट करता है तो ध्यान दें की यह बिंदु लाल रेखा पर है और नीली रेखा पर भी है तो स्वाभाविक है कि x बराबर 2 और y बराबर 1 बिंदु इन दोनों रेखाओं को संतुष्ट करता है क्योंकि यह दोनों रेखाओं पर निहित है तो यह इसका हल है इस स्थिति में हमें एकमात्र हल ही प्राप्त हुआ है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए केवल एक ही हल प्राप्त होता है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए किसी और हल की संभावना नहीं है इसलिए इस स्थिति में हम हल को एकमात्र हल कहेंगे इस विशेष स्थिति में हमें एकमात्र हल प्राप्त हुआ है इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक और संभव इंटर्प्रेटेशन भी है जो कि वेक्टर्स में दिया जा सकता है हमारे पास दो इक्वेशन है जिसे मैट्रिक्स वेक्टर गुणन में लिख सकते है x 2 y और x yरेखाओं को एक और तरीके से भी वर्णित कर सकते है इस सिस्टम को इस तरह लिख सकते है पहले x के केफीसिएंट इस वेक्टर में फिर y के केफीसिएंट इस वेक्टर में लिखेंगे 1 2 1 1 x y 4 1 तो देखें यहाँ यह 2 है यहाँ यह 1 है फिर यह दायीं ओर 4 और 1 है तो हम इसे ऐसे लिख सकते है x और फिर वेक्टर 1 1 जमा y और फिर वेक्टर 2 1 जो की बराबर है वेक्टर 4 1 के तो हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को एक नए फॉर्म में लिखा है जहाँ वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन फिर वेवेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और फिर यहाँ दायीं ओर वेक्टर है और स्केलर यहाँ x है तो यह ही यहाँ पर लिखा गया है इसे मैट्रिक्स रूप में भी वर्णित किया जा सकता है और इस वेक्टर रूप में भी जहाँ x को वेक्टर 1 1 से गुणा किया गया है फिर y गुणा 2 1 जमा किया गया है जो की बराबर है वेक्टर 4 1 के यह इस मैट्रिक्स वेक्टर गुणन को वर्णित करने का एक तरीका है इसे इस तरह भी देख सकते है x का इस पहले कॉलम से मल्टीप्लिकेशन और y का इस दूसरे कॉलम से मल्टीप्लिकेशन इसी तरह से हम इस मैट्रिक्स का वेक्टर से गुणन करते है दायीं ओर वेक्टर 4 1 है x1 1 y2 1 4 1 अब हम दूसरा उदाहरण देखते है पहला इक्वेशन x y1 है और दूसरा xy2 है पहले इक्वेशन को 1 अंकित करेंगे और दूसरे इक्वेशन को 2 अंकित करेंगे अब इन दोनों एक्वेशन्स को चित्रित करेंगे यहाँ x बराबर 0 है तो y बराबर 1 होगा जो की यह बिंदु होगा दूसरी रेखा xy2 है इस स्थिति में जब x बराबर 0 है तब y बराबर 2होगा तो यह 2 0 बिंदु है और फिर इस रेखा को चित्रित कर लेंगे इस रेखा की स्लोप 1 है इस रेखा की स्लोप भी 1 है तो ध्यान दें की इस रेखा की स्लोप 1 है और इसकी सलोप भी 1 है तो यह दोनों पेरलल है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हल अस्तित्वहीन है क्यूंकि यहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं रही है हमें कोई भी ऐसा बिंदु नहीं प्राप्त होता जो दोनों रेखाओं को संतुष्ट करता हो तो यह समांतर रेखाएं हैं और इस स्थिति में हमारे पास कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है इस आसान से उदाहरण से हमें ज्योमैट्रिकल इंटर्प्रेटेशन का भी पता चलता है पहला इक्वेशन है x y1 और दूसरे इक्वेशन को 1 से गुणा कर कर हमें x y 2 प्राप्त होता है तो हमारे पास दो इक्वेशन है x y1 और x y 2 यह मुमकिन नहीं है क्योंकि पहले इक्वेशन में हमारे पास x और y के बीच का अंतर 1 है और दूसरे इक्वेशन में यह अंतर 2 दिया गया है तो यहाँ यह संभव नहीं है कि ऐसा कोई बिंदु प्राप्त हो जो दोनों एक्वेशन्स को संतुष्ट करता हो ज्योमेट्रिकल इंटर्प्रेटेशन से यह स्पष्ट भी हो जाता है की इस व्यवस्था का कोई भी हल नहीं प्राप्त होता क्यूँकि यह पेरलल रेखाएँ है तो यह स्थिति थी जहां कोई भी हल प्राप्त नहीं होता क्यूंकि रेखाएँ एक दूसरे को काट नहीं रही है अब हम एक और इंटर्प्रेटेशन देखेंगे जिसे वेक्टर इंटर्प्रेटेशन कहेंगे इन एक्वेशन्स को वेक्टर रूप में लिखते है x वेक्टर 1 1 से गुणा होगा और y वेक्टर 1 1 से गुणा होगा और यह दायीं ओर वेक्टर 1 2 है पिछले प्रश्न की तरह इसमें भी अब हम वेक्टर्ज़ को चित्रित करेंगे यह 1 1 है और यह 1 1 है और यह तीसरा वेक्टर 1 2 है x1 1 y 1 1 1 2 यहाँ यह प्रश्न है कि क्या दो संख्याओं को वेक्टर 1 1 और 1 1 से गुणा कर कर वेक्टर 1 2 प्राप्त किया जा सकता है जो यहाँ स्पष्ट है कि ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि यह पेरलल रेखाएँ है इन दोनों रेखाओं के पेरलल रेखा तो प्राप्त की जा सकती है लेकिन हम चाहे जो भी करें वेक्टर 1 2 प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यह वेक्टर इन के पेरलल नहीं है इन दोनों वेक्टर से कोई लिनीयर कॉम्बिनेशन प्राप्त नहीं होता जिससे कि वेक्टर 1 2 प्राप्त किया जा सके लिनीयर कोमबिनेशन की बेहतर परिभाषा आगे पढ़ेंगे चूँकि यहाँ कोई भी लिनीयर कॉम्बिनेशन प्राप्त नहीं होता है जिससे हम वेक्टर 1 2 प्राप्त कर सके तो इस स्थिति में कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है यानी कि पहले और दूसरे कॉलम के किसी भी लिनीयर कॉम्बिनेशन से हमें वेक्टर 1 2 प्राप्त करना असंभव है अब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के आखिरी तरह के हल के लिए एक उदाहरण देखेंगे जहाँ x y2 और xy 2 रेखाएं दी गई है अगर हमें इस के ज्योमैट्रिकल इंटर्प्रेटेशन के बारे में जानना है तो हमें इन्हे चित्रित करना होगा पहली रेखा x y2 है जिसे यहाँ नीली रेखा से चित्रित किया गया है अब xy 2 को चित्रित करेंगे तो पता चलता है की यह दोनों रेखाएं एक ही है यानी की यहाँ जब दूसरे इक्वेशन को 1 से गुणा करेंगे तो यह पहली रेखा ही प्राप्त होती है तो मूलरूप से यह दोनों इक्वेशन एक ही यानी कि यह लाल रेखा और नीली रेखा एक ही है तो असल में यह दोनों रेखाएं एक ही है तो यहाँ बहुत से हल संभव है तो यहाँ हम कोई भी बिंदु लेंगे वह इन दोनों रेखाओं को संतुष्ट करती है इसलिए यहाँ बहुत से हल प्राप्त किये जा सकते है यहाँ केवल दो इक्वेशन दिए गए है इसलिए आसानी से यह देखा जा सकता है कि यह दोनों इक्वेशन एक ही थे लेकिन जब ज़्यादा इक्वेशन होंगे तो यह आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता कि कौन से इक्वेशन किसी दूसरे इक्वेशन के कॉम्बिनेशन में प्राप्त किए जा सकते है ऐसी स्थिति की बात हम बाद में करेंगे लेकिन अभी के लिए इस स्थिति को ज्योमैट्रिकली भी देखा जा सकता है कि कोई भी बिंदु जो इस रेखा पर है वो इसका हल होगा यह वो स्थिति थी जब हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अनंत हल प्राप्त होते है तो हम तिनो सम्भावित तरह के हल के उदाहरण देख चुके है पहले में जहां एकमात्र हल था वहीं दूसरे में कोई भी हल प्राप्त नहीं हुआ था और अब इस उदाहरण में बहुत से हल प्राप्त किए गए है इस स्थिति का वेक्टर इंटर्प्रेटेशन देखते है हमारे पास यह दो इक्वेशन है इनको वेक्टर के टर्म्स में लिखा जा सकता है यहाँ x को वेक्टर 1 1 से गुणा करेंगे और y को 1 1 से गुणा करेंगे फिर इन्हें जमा कर के दाएँ हाथ पर वेक्टर 2 2 के बराबर लिखा जाएगा यहाँ 1 1 को चित्रित करेंगे यहाँ यह 1 1 को चित्रित करेंगे और फिर 2 2 को चित्रित करेंगे तो यहाँ पर यह तिनो वेक्टर चित्रित किए गए है x1 1 y 1 1 2 2 अब यह स्पष्ट हो गया है कि 2 2 वेक्टर आसानी से इन दोनों में से किसी एक वेक्टर से मिल सकता है या फिर इन वेक्टर्ज़ के लिनीयर कॉम्बिनेशन से भी प्राप्त किया जा सकता है यहाँ बहुत से सम्भावित हल है जिनको वेक्टर्ज़ के कोमबिनेशन से प्राप्त किया जा सके और उस से वेक्टर 2 2 प्राप्त किया जा सके तो इस वेक्टर इंटर्प्रेटेशन की सहायता से भी हमें पता चलता है कि इस स्थिति में अनंत हल प्राप्त किए जा सकते है अब इस सब का निष्कर्ष क्या निकलता है हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के तीन तरह के हल देखे तो जब दो अज्ञात दो इक्वेशन थे और हमें एकमात्र हल प्राप्त हुआ था तब दोनो रेखाएँ एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर काट रही थी यह वह स्थिति थी जब हमें एकमात्र हल प्राप्त हुआ था इसे हम तीन वेरीअबल के सम्बन्ध में भी समझ सकते है तीन वेरीअबलस में यह इक्वेशन रेखा ना हो कर प्लेन होगा तीन सतह केवल एक बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं तो यह एकमात्र हल होगा उसके बाद हमने देखा कि अगर रेखाएँ पेरलल है यानी के यह कभी एक दूसरे को नहीं काटती तो यह कोई हल नी देतीं इसे हम तीन वेरीअबलस में भी व्यवस्थित कर सकते है जहाँ प्लेन पेरलल होंगे और इस स्थिति में हमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा जब कि तीसरी स्थिति में हमने देखा कि दोनों रेखाएं मूलरूप से एक ही थी और तब रेखा पर कोई भी बिंदु सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हल होगा तो यह सब स्थितियाँ हमने देखी जब केवल एकमात्र हल होगा अनंत हल होंगे और कोई हल नहीं होगा इस तरह के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जहां m इक्वेशन है और n अज्ञात है तो हमें यह संभव हल ही प्राप्त होते हैं यहाँ हमने बहुत ही आसान से उदाहरण देखे है जो केवल दो अज्ञात में थे अब अगले लेक्चर में हम हल प्राप्त करने की तकनीक के बारे में विचार करेंगे जहाँ सिस्टम में कुछ ज्यादा वेरीअबल होंगे यहाँ केवल 2 बाय 2 की व्यवस्था ज्योमैट्रिकल इंटर्प्रेटेशन और वेक्टर इंटर्प्रेटेशन समझने के लिए ली गई थी यह संदर्भ सामग्री का उल्लेख है जिसे लेक्चर तैयार करने में इस्तेमाल किया गया है